मानव संसाधन प्रबंधन की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम आराधना मलिक है मैं आपसे थोड़ी देर पहले रणनीतिक एचआरएम के बहुस्तरीय मॉडल के बारे में बात कर रही थी और मैंने वर्णन किया था कि विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक एचआरएम कैसे विकसित होता है और फिर हम रणनीतिक प्रबंधन के लिए निहितार्थ पर आगे बढ़ेंगे और जैसा मैंने आपको बताया यह स्त्रोत है जिनका मैंने उपयोग किया है हम पहले ही जियांग टेकुची और लेपाक द्वारा लिखे पत्र को पूरा कर चुके हैं अब अगली स्लाइड्स में मैं स्वार्ट और किनी द्वारा लिखे पत्र को कवर करूंगी और मैं आपको यह पत्र फिर से दिखाऊंगी यह मेरे पास यहीं है यह वही पत्र है और इसे सीमाओं पर पुनर्विचार कहा जाता है यह नेटवर्क की दुनिया में मानव संसाधन प्रबंधन है हम भविष्य के लिए मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं और यह वही है जो मैं वास्तव में चाहती हूं कि आप इस बारे में सोचिए और इसीलिए मैंने व्याख्यान के इस भाग को शीर्षक दिया है भविष्य के लिए निहितार्थ एक नेटवर्क की दुनिया में रणनीतिक एचआरएम मानव पूंजी के प्रबंधन और फर्म की क्षमताओं से संबंधित है यह कौशल के विकास पर केंद्रित है जो संबंध निर्माण की सुविधा और विशेष रूप से टीम आधारित प्रभावशीलता प्रदान करता है दुनिया नेटवर्किंग की ओर बढ़ रही है जैसे कि आप जानते हैं दुनिया जुड़ाव की तरफ बढ़ रही है दुनिया एक दूसरे से चीजों को उधार लेने एक दूसरे का समर्थन करने एक दूसरे को सुविधा प्रदान करने बेहतरीन प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ कौशल प्राप्त करने दुनिया भर में जहां भी कोई भी इसे पा सकता है की ओर बढ़ रही है एक दूसरे के साथ संबंध अब कोई समस्या नहीं है जब मैं बड़ी हो रही मैंने 1 अंकीय फ़ोन नंबर से लेकर 10 अंकीय फ़ोन नंबर देखे हैं और मेरा विश्वास करो मैं इतनी उतनी पुरानी नहीं हूं लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग शायद यह महसूस नहीं करते हैं कि कुछ समय पहले भी ऐसा ही एक जीवन था और किसी से भी जुड़ना आसान नहीं था जब मैं अपनी किशोरावस्था में थी हमें वास्तव में ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था और आप जानते हैंजहाँ हम रुके थे तुम जानते हो मेरे माता पिता इत्यादि जहाँ हम बड़े हुए हैं हमारे पास पहुंच नहीं थी मेरा मतलब है एसटीडी के ऊपर आ गए थे जब हम अपने 20 के दशक या किशोरावस्था में थे और उस समय तक आपको एक ट्रंक कॉल बुक करना था और आपको किसी शहर में किसी से बात करने के लिए भी कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ता था आपके घर में एक फोन होना एक विलासिता लक्जरी थी यह एक आवश्यकता नहीं थी हमने ऐसी परिस्थितियां देखी है जब हमें पड़ोसी के घर पर फोन करना पड़ता था और इसलिए तब यह आदर्श था कॉलोनी में एक व्यक्ति या दो लोगों के पास फोन होता था और हम किसी अन्य के घर पर फोन कॉल प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते थे और यह सब ठीक लगता था और लोग किसी और के घर में बैठकर टीवी देखते थे और इन दिनों आप जानते हैं हर घर में एक टीवी और सौ चैनल है और हर किसी के पास एक सेल फोन और सब कुछ है इसलिए पूरी दुनिया में लोगों से जुड़े रहना इतना आसान है यही कारण है कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हर किसी के पास इंटरनेट है और लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत आसान है यही एनपीटीईएल कार्यक्रमों के विकास के लिए संपूर्ण आधार है इसलिए हमें कौशल विकसित करने की आवश्यकता है जो संबंध निर्माण की सुविधा प्रदान करता है और विशेष रूप से टीम आधारित प्रभावशीलता दुनिया ऐसी परिस्थितियों की ओर बढ़ रही है जहां आप अपने दम पर कुछ भी व्यक्तिगत काम नहीं कर पाएंगे वैसे भी आप जानते हैं आपको विभिन्न लोगों के समर्थन की आवश्यकता है जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं और यह नेटवर्किंग ऑनलाइन क्लाउड में हो रही है और इसलिए आप जानते हैंहम कौशल और टीम आधारित प्रभावशीलता के संदर्भ में सबसे अच्छे संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं और यह केवल एच आर पेशेवर द्वारा सुगम बनाया जा सकता है एक प्राथमिक रूप से न केवल बल्कि प्राथमिक रूप से एचआर पेशेवर द्वारा एचआर कार्य करता है आपको ऐसा करने में मदद करता है कुछ परिभाषित विशेषताएँ विभिन्न मॉडलों की है एक नेटवर्क की दुनिया में रणनीतिक एचआरएम के चार मॉडल हैं हमारे पास बफ़रिंग मॉडल है और इस मॉडल की विशेषता है तरलता मैं इन सभी मॉडलों को एक मिनट में आपके साथ विस्तार से साझा करूंगा उधार मॉडल और परिभाषित करने की विशेषताएं नेटवर्क के स्तर पर अनुभव का लाभ उठा रही हैं तीन मॉडल क्षमा करें और संतुलन मॉडल जहां सदस्यता और एचआरएम प्रथाओं के द्वंद्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप नेटवर्क स्तर की कार्यक्षमतानिपुणता होती है मैं सिर्फ आपको इनका मतलब बताऊंगी नेटवर्क संगठनों की कुछ चुनौतियां पहली चुनौती यह है कि नेटवर्क काम करना नेटवर्क में काम करना टीमों में काम करना समूहों में काम करना उत्पादों और सेवाओं का सह निर्माण है जिसका आर्थिक मूल्य है सह निर्माण का अर्थ है एक साथ निर्माण एक साथ बनाना एक साथ गठन एक साथ उत्पादन करना टीमों में काम करना उन उत्पादों और सेवाओं का जिनका आर्थिक मूल्य है जो हितधारकों के लिए किसी एक संगठन की सीमाओं से परे लाभकारी हैं आप सर्वोत्तम संभव सेवा सर्वोत्तम संभव उत्पादन देने के लिए विभिन्न लोगों को एक साथ मिल रहे हैं यह किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है यह इस बात से संबंधित है कि हमने इस पाठ्यक्रम की शुरुआत में क्या बात की है यदि आपको याद है तो सीमाहीन संगठन उस अवधारणा को याद रखें सीमाहीन संगठन इस संगठन की कोई सीमा नहीं है ठीक है नेटवर्क के काम करने की जरूरतों पर विचार करना होगा कि कैसे आपूर्तिकर्ता साझेदार ग्राहक और ग्राहक प्रभावित करते जिस तरीके से लोगों को प्रबंधित किया जाता है नेटवर्क में काम करने का अलग अलग परिप्रेक्ष्यदृष्टिकोण कर्मचारियों की पहचान सीमांत स्थान पर है सीमांत स्थान से तात्पर्य है कनेक्शन कर्मचारियों के बीच का स्थान उनके संगठनों और उनके ग्राहकों के लिए है हम इस तनाव के बारे में और बात करेंगे जैसे हम साथ चलते हैं लेकिन आप जानते हैं हम नहीं जानते हम कौन हैं हम किससे अधिक जुड़े हुए हैं जब हम अपने कौशल के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास जो संबंधन है वह बदल सकती है नहीं बदला है लेकिन यह एक सीमा में हो सकता है यह असमंजस की स्थिति में हो सकती है मुझे नहीं पताकि मैं इसको जवाब दे हूं खासकर एचआर पेशेवर के रूप में हूं दार्शनिक रूप से मानव संसाधन पेशेवर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने हेतु है लेकिन वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि काम वैसे ही किया जाए जैसे किया जाना चाहिए आप सीमाएं कहां बढ़ाएंगे तुम किसकी तरफ से हो इसलिए उत्पादों और सेवाओं को वितरित करते समय कर्मचारियों को लगता है यह एक प्रकार का तनाव है की क्या उन्हें ग्राहक को सर्वोत्तम मूल्य देना चाहिए या उन्हें उत्पादों और सेवाओं को रोकना चाहिए कोनों को काटना चाहिए और संगठन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहिए मैं एक कर्मचारी के रूप में विशेष रूप से सेवा उद्योग में रेखा कहां खींचता हूं क्या मुझे ड्यूटी के कॉल से ऊपर और परे जाना चाहिए और प्रत्येक ग्राहक को सर्वोत्तम संभव सेवा देनी चाहिए क्या मुझे कोनों में कटौती करनी चाहिए तो और मेरी निष्ठा किसकी है और हमने खुद के साथ संवाद के माध्यम से पहचान की इस भावना इस आरामदायक स्थान की स्थापना की मैं खुद से बात करती हूं मैं विकल्पों को अपने सामने रखती हूं और फिर निर्णय लेती हूं ठीक है यह एक दोहराने वाला ग्राहक है मैं इस ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध रखने जा रहा हूं शायद मुझे ड्यूटी के कॉल से ऊपर और परे जाकर इस ग्राहक मदद करने की आवश्यकता है यह ग्राहक लंबे समय तक मेरे साथ रहने वाला नहीं है यह ग्राहक इस उत्पाद या सेवा को सिर्फ एक बार लेने वाला है फिर वह चला जाएगा मैं यह नहीं कह रहा हूं क्या यह नैतिक है मैं स्थिति की नैतिकता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं लेकिन हम अपनी स्थिति के आधार पर यह तय करते हैं और हम यह कैसे तय करते हैं हमारा एक संवाद है खुद के साथ बहुत सारा अंतर्द्वंद है जो चलता रहता है जिसे आमतौर पर सोच समझ कर लेबल किया जाता है यह इतना आसान है इसलिए आपस में बातचीत के माध्यम से और जिन पक्षों के साथ वे बातचीत करते हैं स्वयं बात करके निर्णय लेना है उन लोगों के साथ भी चर्चा होती है जिनसे आप निपट रहे हैं इसके लिए यह चुनौतियाँ हैं किविभिन्न हितधारकों से उन व्यक्तियों पर कई बार लक्ष्य मांगें हैं जो दोनों तालमेल बना सकते हैं जो दोनों तालमेल बना सकती हैं जो दोनों के लिए मूल्य का सृजन है और संघर्ष जिनकी आवश्यकता पहले आती है जिनकी आपको आवश्यकता है पहले सेवा करने के लिए वगैरह दोनों ओर से भावनात्मक खींचतान मैं जुड़ा होना चाहता हूं मैं अपने ग्राहक के लिए प्रतिबद्ध होना चाहता हूं और मैं यह भी चाहती हूं कि तुम्हें पता है अपने संगठन को तुम्हें पता है मेरे संगठन के प्रति मेरी निष्ठा दिखा सकूँऔर प्रतिबद्धता की भावना एक चुनौती बन जाती है एक कर्मचारी के रूप में मेरी प्रतिबद्धता कहां है और फिर मैं मानव संसाधन कार्यालय में जाती हूं और एक कर्मचारी के रूप में उनकी मदद से यह पता लगाने की कोशिश करती हूं नेटवर्क के प्रकार है परस्पर संवादात्मक नेटवर्किंगइंटरएक्टिव नेटवर्किंग इंटरएक्टिव नेटवर्किंग से तात्पर्य ग्राहकों और उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए भागीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संगठन के कार्य से है परस्पर संवादात्मक नेटवर्किंग इंटरैक्टिव नेटवर्किंग का उद्देश्य ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नेटवर्क भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न होकर फर्म विशिष्ट कौशल की रक्षा करते हुए अक्सर संगठन के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के माध्यम से होता है तो हम पता लगाते हैं ग्राहक को क्या चाहिए और हम यह पता लगाते हैं कि कौन उन्हें दे सकता है जो ग्राहकों को देने में हमारी मदद कर सकता है उन्हें क्या चाहिए इसलिए हम सलाहकारों पर भरोसा करते हैं विभिन्न विषयों से विशेषज्ञ मिलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और ग्राहक को कुछ देते हैं इसलिए फर्म विशिष्ट कौशल की रक्षा करते हुए हम वास्तव में नहीं करते हैं हम अपनी बौद्धिक पूंजी पर कोई समझौता नहीं करते हैं हम साझा नहीं करते हैं हमने चीजों को कैसे किया है हम उन्हें अंतिम उत्पाद देते हैं मैं आपको एक उदाहरण देती हूं हम अपने विभाग की वेबसाइट विकसित कर रहे हैं इसलिए मैं उस वेबसाइट को विकसित करने में मदद कर रही हूं और कोई और है जो मेरी मदद कर रहा है और मैं अभी तक मैं नहीं कर पा रहा हूं इस व्यक्ति को मुझे सिखाने के लिए कि उन्होंने क्या किया है अब तक कैसे किया है वेबसाइट कैसे संपादित करें वे मुझे नहीं सिखा रहे हैं कि मुख्य काम कैसे करना है क्यों क्योंकि यही उनकी बौद्धिक पूंजी है यदि वे उस जानकारी को मेरे साथ साझा करते हैं तो मुझे भविष्य में उनकी आवश्यकता नहीं होगी लिहाजा उनकी जरूरत खत्म हो गई है और फिर आप जानते हैं तो यह टुकड़ों मेंयह घटित हो रहा है वे हमसे पैसे ले रहे हैं हर छोटे बड़े के काम के लिए जो वे हमारे लिए कर रहे हैं और इसलिए यह टुकड़ों में हो रहा है और मुझे केवल सिखाया गया है वेबसाइट को कैसे संपादित किया जाए हो सकता है कुछ और काम यहां वहां का भी लेकिन सब कुछ के लिए आप जानते हैं वे वास्तविक कौशल वास्तविक जानकारी वास्तविक ज्ञान को अपने हाथों में रख रहे हैं मुझे नहीं पता यह नैतिक है या अनैतिक लेकिन यह उनकी बौद्धिक संपदा है वे इसे साझा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने फर्म विशिष्ट कौशल की रक्षा करते हैं और इसका मतलब है कि आपकी मजबूत प्रतिबद्धता कि हम एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन फर्म हमारे साथ जो कुछ भी जानता है साझा नहीं कर रहा है यह विशेषता है की प्रत्येक साझेदार के भीतर वरिष्ठ स्तरों पर विभिन्न हितधारकों के बीच लगातार बातचीत होते हैं तो विभिन्न फर्मों को एक साथ मिलें और वे एक दूसरे के साथ अलग अलग बातें साझा करते हैं वरिष्ठ लोग एक साथ मिलकर अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है कई बार इन जरूरतों की पूर्ति कैसेकी जाती है यह साझा नहीं किया जाता इस नेटवर्किंग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले तनाव आंतरिक रोजगार अभ्यास इक्विटी की स्थापना है आप कैसे जानते हैं आप एक संगठन के भीतर आप कैसे स्थापित करते हैं आंतरिक रोजगार अभ्यास इक्विटी आप कैसे करते हैं कर्मचारियों में जो हैं उन कर्मचारियों में आप निष्पक्षता की भावना कैसे पैदा करें करते हैं आप क्या करते हैंऔर कैसे करते हैं अब आप इसे कैसे करते हैं यह एक बड़ी चुनौती है कथित मूल्य कथित प्रयास को मापा जाना चाहिए और उसमे संतुलित होना चाहिए अपने स्वयं के एचआरएम प्रथाओं और नेटवर्क भागीदारों के रोजगार प्रथाओं के बीचसीमा का प्रबंधन जब दो या तीन संगठन शामिल होते हैं तो प्रथाएं एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं मजदूरी क्या है जो लोगों को दी जानी चाहिए किस प्रकार के संसाधन हैं क्या आप उन्हें प्रदान करते हैं आपने सीमा रेखा कहां खींची थी काम के घंटे मेरा मतलब है अगर यह दीर्घकालिक है फिर छुट्टी की नीतियाँ जिसे काम पर रखा जा सके जिसे फटकार ने की जरूरत है किस तरह का काम है किसको दिया जाना चाहिए वह जो एचआर पेशेवर की जिम्मेदारी बन जाता है इसलिए केवल यह पता लगाना कि आप अपना कार्य कहां करते हैं और जहां आप अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को स्वीकार करते हैं अस्पष्ट शक्ति संबंध और ग्राहक की मांग यहां तीसरा बिंदु है यहां तीसरा तनाव है जो जवाबदेह है यह वही है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं यह बिंदु यहां सही है तो वास्तव में कौन जिम्मेदार है या आप किसे जवाबदेह हैं और आप ग्राहकों की मांगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं सबसे अद्यतन विशेष ज्ञान का प्रावधान बनाम नए ज्ञान का निर्माण जिसे प्रयोग के माध्यम से बेचा जा सकता है और जो लागत को अवशोषित करता है ग्राहक जिस समस्या का सामना कर रहा है उसे केवल विक्रेता या सेवा प्रदाता को बताता है सेवा प्रदाता उस समस्या को जाकर हल करता है और जब सेवा प्रदाता उस समस्या को हल करता है तो आप जानते हैं उस समस्या को हल करने में सेवा प्रदाता अवरोध भी रह सकता है और हमें और अधिक समाधान उत्पन्न करने की आवश्यकता है और उस बिंदु पर कुछ और लागतों की आवश्यकता हो सकती है कौन इन लागतों को अवशोषित करता है कौन तय करता है कितना प्रयोग स्वीकार्य है और जहां आप जानते हैं वे जा रहे हैं वे एक सीमा पार कर रहे होंगे जहां तक प्रयोग लागत चिंताएं हैं तो ये कुछ तनाव हैं जो परस्पर संवादात्मक नेटवर्किंग के साथ आते हैं फिर हमारे पास एक विशेष नेटवर्क स्तर के उत्पादन का उत्पादन करने के लिए कई कंपनियों का सहयोग है जो इंटरवॉवन नेटवर्किंग है उदाहरण के लिए फिल्म निर्माण मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं लेकिन मैं वास्तव में यह देखना चाहूंगा कि कैसे एक फिल्म बनाई जाती है मैं अध्ययन करना चाहूंगा टीम प्रयास एक फिल्म के निर्माण में शामिल है इसलिए यदि फिल्म उद्योग का कोई भी व्यक्ति सुन रहा है तो कृपया मुझसे संपर्क करें और हम हो सकता है के बारे में एक साथ एक केस स्टडी लिख सकते हैं कि कैसे एचआर प्रथाओं का प्रबंधन किया जाता है किसी चीज में जैसे कि फिल्म निर्माण तुम्हें पता है ऐसा लगता हैबॉलीवुड अध्ययन करने के लिए एक अद्भुत क्षेत्र है मुझे यकीन है कई लोगों ने अध्ययन किया है कई लोग अभी भी अध्ययन कर रहे हैं मुझे भी दिलचस्पी होगी या किसी अन्य स्थानीय फिल्म उद्योग मे यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं वैसे भी जानना चाहूंगा तो यह परामर्श है हम विभिन्न संसाधनों से जानकारी लेने की जरूरत है एक पुल का निर्माण या अपार्टमेंट परिसर या मॉल वगैरह तो आप जानते हैं यह सभी गुथी हुई नेटवर्किंग है हम लगातार एक दूसरे के जीवन में हैं हम एक दूसरे के संसाधनों से लगातार ले रहे हैं जो भी दूसरे के पास है हम उससे लगातार निर्माण कर रहे हैं कम या ज्यादा हर कोई प्रक्रिया में समान रूप से शामिल है संबंधपरक तनाव में शामिल हैं इस तरह की नेटवर्किंग स्थिति में कुछ तनाव जो हैंउत्पादन आउटपुट के समझौते हैं कौन तय करता है क्या पर्याप्त है क्या किया जाए सहयोग का निर्णय एक समस्या के बारे में लिए सबसे अच्छा पेशेवर समाधान है और सबसे अधिक लागत प्रभावी समाधान इसमें हर कोई का दांव लगा है ऐसे संगठनात्मक प्रतिबद्धता दुर्लभ संसाधनों तक पहुंच विश्वास रोज़गार की लागत को कम रखना वगैरह आप जानते हैं मेरा मतलब है कि भारत में बड़ी संख्या में बुनियादी ढाँचा परियोजनाएं आ रही हैं और मुझे उनमें से किसी के साथ भागीदारी करने में दिलचस्पी होगी इसे कौन सुन रहा है कौन इन परियोजनाओं में शामिल है यह देखने के लिए कि ये जटिल संबंध कैसे हैं कैसे बाहर निकलते हैं और एचआर का अध्ययन रणनीतिक रूप से कैसे किया जाता है इसलिए बे झिझक मेरे साथ संपर्क में रहें फिर आप जानते हैं गुथी हुई नेटवर्किंग में उद्देश्य नेटवर्क के प्रदर्शन को सुधारने से है उदाहरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना गूथे हुए नेटवर्क में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ तनाव ज्ञान साझा करने बनाम प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का नुकसान है और स्वामित्व के संबंध में शक्ति संघर्ष और कार्य की दिशा के बारे में निर्णय इन मॉडलों ने चर्चा की है अब निम्नलिखित मॉडल चर्चा करते हैं हम मॉडल पर आगे बढ़ेंगे हमने विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग के बारे में बात की है अब हम कुछ मॉडल के बारे में बात करेंगे जो चर्चा करते हैं कि पहले से पहचाने गए नेटवर्क तनावों को प्रबंधित करने के लिए एचआरएम प्रथाओं का उपयोग कैसे किया जाता है अब तीन मॉडल जिनके बारे में हम बात करेंगे नेटवर्क को बफरिंग कर रहे हैं नेटवर्क से उधार ले रहे हैं और नेटवर्क को संतुलित कर रहे हैं और मैंने पहले आपको कुछ विशेषताएं बताई हैं नेटवर्क बफरिंग यह नेटवर्क या इस तरह का मॉडल है जो लचीला रिसोर्स मॉडल के रूप में भी जाना जाता है लचीले रिसोर्सिंग मॉडल से तात्पर्य ऐसे मॉडल से है जिसमेंHRM प्रथाओं का अस्तित्व फर्म के स्तर पर होता है और फर्म संगठनात्मक सीमा के भीतर ज्ञान और विशेषज्ञ कौशल के साथ एंकरिंग करते हुए नेटवर्क मांगों को बदलने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए लचीलापन बनाए रखते हैं इसलिए हम अनिवार्य रूप से यहां हम अनिवार्य रूप से परस्पर संवादात्मक के बारे में बात कर रहे हैं और यह मानव संसाधन प्रणाली एचआरएम सिस्टम को संगठनात्मक मूल्यों से जोड़कर हासिल किया जाता है जो अवसरों की तीव्रता के बारे में जागरूकता दिखाता है एक सहयोगी या एक ग्राहक को सीमा स्थापना में शामिल होने के लिए व्यक्ति तय करते हैं उन्हें जागरूक होने की जरूरत है कि किसी तरह का अवसर मौजूद है औरउन्हें वहां तक पहुंचने की जरूरत है और उन्हें उन अवसरों को हथियाने में सक्षम होना चाहिए टीमों के लिए कर्मचारियों के आवंटन के लिए रिश्तों को सबसे महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में वर्णित किया गया है और ध्यान केंद्रित कौशल ही एक विस्तृत श्रृंखला का विकास व्यक्ति कौशल विकसित करते हैं और वे बाहर जाते हैं और उन्हें काम मिलता और वो उसे पूरा करते है प्रदर्शन प्रबंधन और इनाम प्रणाली सांस्कृतिक और रणनीतिक उद्देश्यों से जुड़ी हुई हैं जो संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं तो लचीली रिसोर्सिंग मे व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कौशल होते हैं जो कि वे संगठन की समग्र सेटिंग में योगदान करते हैं और जो ग्राहक के लिए एक ग्राहक या श्रृंखला के लिए और किस संगठन लिए प्रतिबद्ध है नेटवर्क से उधार लेना यह दूसरा मॉडल है और यहां प्राथमिक ध्यान पूरकता का लाभ उठाने में केंद्रित है इसलिए आप अपने कौशल को साझा नहीं करते हैं आप एक दूसरे से उधार लेते हैं तो आप प्रभारी हो आपको एक काम करने की आवश्यकता है तो आप हुनर किसी और से ले लेते हैं एचआरएम प्रथाएं व्यवसाय प्रतिष्ठान के स्तर पर मौजूद हैं कुछ प्रथाओं के साथ जैसे कि पुनरुत्पादन नेटवर्क के स्तर पर उभरती हैं पिछले मॉडल में आप नेटवर्क में योगदान करते हैं नेटवर्क तय करता हैविभिन्न कारखानों में क्या किया जाना चाहिए और संसाधनों से क्या निकालना है यहाँयह व्यवसाय प्रतिष्ठान के स्तर पर है यहां कारखाने के स्तर पर तय हुआ किवह क्या करना चाहता है और उसे जो कुछ भी नेटवर्क से चाहिए वहाँ से ले लेता है फोकस पूरक कौशल के विकास पर है जो नेटवर्क को लाभान्वित करेगा व्यक्तिगत और फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए सीखने का लाभ उठाते हुए तो आप नेटवर्क से लेते हैं और फिर आप अपनी खुद की फर्म के भीतर उन क्षमताओं का प्रयास करते हैं और निर्माण करते हैं इस जटिल आंतरिक पुनर्वसन प्रक्रिया के बीच निरंतर तनाव के कारण एक गहन विशेषज्ञता दृष्टिकोण का पीछा करना जिसमें लंबी अवधि में परियोजना टीमों को एक साथ रखना शामिल है जहां लोग असहज महसूस करते हैं उन्हें लगता है कि वे एक ठहराव बिंदु पर पहुंच गए हैं और चुनौतीपूर्ण काम के लिए कर्मचारियों को नए अवसर प्रदान करते हैं ये दीर्घकालिक परियोजनाएं हैं और लोगों को लगता है कि वे कर रहे हैं वे बार बार आने वाला कार्य कर रहे हैं और वे असहज महसूस करते हैं इसलिए चुनौती को बढ़ाने के लिए आप उन्हें भविष्य में और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए और अधिक अवसर प्रदान करते हैं विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पेशेवर कौशल को गहरा कर रहा है जो भविष्य के व्यापार को जीतने में सक्षम बनाता है इसलिए आप अपने कौशल को बढ़ाते हैं आप अपनी फर्म की क्षमता को बढ़ाते हैं और नेटवर्क से लेते हैं आवश्यकता होने पर नेटवर्क गतिविधियों में कर्मचारियों की भागीदारी की एक उच्च डिग्री है और आप अनिवार्य रूप से देख रहे हैं कि कर्मचारी नेटवर्क से कैसे आकर्षित हो रहे हैं तो वे नेटवर्क मैं अत्यधिक शामिल हैं लेकिन वे वह कर रहे हैं जो उनको करने की जरूरत है और वे नेटवर्क के संसाधनों से ले रहे हैं नेटवर्क का निर्वाह निर्भरता संबंध निर्माण और भागीदारी के अवसरों पर निर्भर करता है हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप जानते हैंकि हम अवसरों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि वह हमारे पास आए हम फर्म में बैठे हैं हम जो कर रहे हैं और हम नेटवर्क में संबंधित लोगों से संपर्क करते हैं जब भी हमें आवश्यकता होती है और फिर वे आते हैं और हमारी मदद करते हैं और इसलिए यहाँ ध्यान केंद्रित होता है संबंध निर्माण पर है हमें उन रिश्तों की जरूरत है हमें उन संपर्कों की आवश्यकता है हमें उस नेटवर्क को सही जगह में रखने की आवश्यकता है और नेटवर्क के लिए जीवित रहने की नेटवर्क केवल तभी जीवित रहेगा अगर लगातार प्रवाह का लेना देना हो यदि आप एक नेटवर्क का हिस्सा हैं लेकिन नेटवर्क में कोई भी आपके कौशल सेट के लिए आपको कॉल नहीं करता है तब आप उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे इसलिए विशिष्ट कौशल के लिए आपके पास एक नियमित आवश्यकता होनी चाहिए इसलिए आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं विशिष्ट कौशल सेट करते हैं और अपने स्वयं के आधार का विस्तार करते हैं लेकिन आप दूसरे की विशेषज्ञता पर उल्लंघन नहीं करते हैं और यह नेटवर्क को चालू रखने का तरीका है नेटवर्क को संतुलित करना बहुआयामी चपलता यह पोर्टफोलियो एचआरएम प्रथाओं के बारे में है जो नेटवर्क के स्तर पर और फर्म के भीतर मौजूद है इसलिए आप मजबूत सामाजिक संबंधों और नेटवर्क स्तर की प्रक्रिया के बीच संतुलन और प्रयास करते हैं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में यहाँ प्राथमिक लक्ष्यों में से एक प्रतिभा प्रबंधन है कार्य प्रदर्शन प्रबंधन प्रथाओंआमतौर पर नेटवर्क के स्तर पर स्थापित होते हैं प्रत्येक फर्म के लिए कार्यक्षमता लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और प्रदर्शन को साप्ताहिक मापा जाता है तो नेटवर्क वास्तव में एक इकाई के रूप में कार्य करता है फर्मों की अपनी अपनी अलग पहचान होती है उनकी अपनी व्यक्तिगत क्षमताएं हैं लेकिन वे नेटवर्क के स्तर पर भी एक साथ कार्य करते हैं और नेटवर्क के स्तर पर उनका व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और प्रदर्शन को मापा और मूल्यांकन किया जाता है और नेटवर्क के स्तर पर और फर्म के स्तर पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है इसका परिणाम यह है कियह लचीली मानव पूंजी flexible human capitalकी पीढ़ी है जिसे प्रभावी ढंग से पूरे नेटवर्क में साथ ही साथ व्यक्तिगत फर्मों में भी तैनात किया जा सकता है आप एक साथ एक नेटवर्क के रूप में विकसित होते हैं आप इसे अन्य के साथ अन्य उद्योगों में साझा कर सकते हैं दूसरे में यह संसाधनों के इस बड़े पैमाने पर पूल की तरह है जो नेटवर्क के भीतर उत्पन्न होता है आइए हम इस विशेष नेटवर्क एनपीटीईएल नेटवर्क का उदाहरण लेते हैं हम हैं मेरा मतलब है यह एक पूरक चीज नहीं है यह आईआईटी प्रणाली के भीतर पेशेवरों का एक नेटवर्क है शायद हम विस्तार करेंगे मुझे नहीं पता आप जानते हैं यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है इसे आप जानते हैंकी एक ऐसी स्थिति में विस्तार करते हैं जहां विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न लोग आते हैं और अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हुए इस नेटवर्क में योगदान देना शुरू करते हैं लिहाजा वह रिश्ता भी बहुत मजबूत है और हम एक इकाई के रूप में एक नेटवर्क के रूप में विकसित होते हैं इससे लागत की बचत होती है और आगे काम करने के तरीके नेटवर्क किए और यह वास्तव में दृष्टि है भविष्य के लिए जहां तक नेटवर्क संगठनों का संबंध है आज आपके लिए इस व्याख्यान में यही सब है और हम अगली कक्षा में कुछ और रणनीतिक एचआरएम के साथ जारी रखेंगे तो सुनने के लिएबहुत बहुत धन्यवाद